अब हम इसे संख्यात्मक उदाहरण के साथ करते हैं मेरे पास 7 मिली amp करंट स्रोतों है यहां 2 किलो ओम रेसिस्टर है वहां 1 किलो ओम रेसिस्टर है वहां पर 4 किलो ओम रेसिस्टर है और वहां पर 14 मिली amp करंट स्रोतों है अब यह एक बहुत ही सरल सर्किट है इसका समाधान खोजने के लिए आपको नोडल विश्लेषण से गुजरने की आवश्यकता नहीं है वास्तव में आप सुपर पोजीशन का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि इसके दो स्रोत हैं मैं आपको ऐसा करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करता हूं और जब आप इसे हल करते हैं तो हम दो या तीन अलग अलग तरीकों से कहें और एक ही समाधान खोजें आपको उत्तरों पर बहुत भरोसा होगा लेकिन हम नोडल विश्लेषण से गुजरेंगे क्योंकि इस समय हम यही सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले नोडल विश्लेषण के लिए रेसिस्टर मूल्यों की तुलना में चालन मूल्यों को लेना अधिक सुविधाजनक है तो यह 1 किलो ओम रेसिस्टर यहाँ है यह 1 किलो ओम रेसिस्टर है जो 1 मिलीसीमेन के प्रवाहकत्त्व से मेल खाता है और यह 2 किलो ओम रेसिस्टर आधा मिलीसीमेन या 1 बटा 2 मिलीसीमेन है और यह 4 किलो ओम 025 मिलीसीमेन या 14 मिलीसीमेन है अब हमें नोडल विश्लेषण समीकरण स्थापित करने की आवश्यकता है और हम इस नोड को संदर्भ नोड के रूप में चुनते हैं और मैं संदर्भ नोड के संबंध में इन वोल्टेज V1 और V2 को नोड 1 और 2 पर हल करूंगा तो नोडल समीकरणों का मेरा सेट क्या है मेरे पास G मैट्रिक्स है जो इस मामले में 2 से 2 मैट्रिक्स होगा मेरे पास दो चर V1 और V2 हैं और यह स्वतंत्र करंट स्रोतों के वेक्टर के बराबर होगा जो करंट को नोड्स 1 और 2 में धकेलता है तो सबसे पहले यह एंट्री क्या है यहां पहली प्रविष्टि जो कि नोड 1 के रूप में चालन का योग है जो कि 1 मिलीसीमेन प्लस आधा मिलीसीमेन है जो 15 मिलीसीमेन से मेल खाती है और यह जो नोड 1 और 2 के बीच चालकता से मेल खाता है वह शून्य से 1 मिलीसीमेन है इसी तरह यह जो कि नोड्स 1 और 2 के बीच भी चालकता है शून्य से 1 मिलीसीमेन है आप किसी भी तरह से जानते हैं कि इसे इस तरह होना था क्योंकि हम जानते हैं कि चालन मैट्रिक्स सममित है और अंत में अंतिम एक नोड 2 के रूप में प्रवाहकत्त्व का योग है जो कि 1 मिलीसीमेन प्लस 025 मिलीसीमेन है जो कि 125 मिलीसीमेन है दाईं ओर हमारे पास करंट के वेक्टर को नोड्स 1 और 2 में धकेला जा रहा है जिसे नोड 1 में धकेला जा रहा है वह माइनस 7 मिली एम्पीयर है क्योंकि इसमें से 7 मिली एम्पीयर को बाहर किया जा रहा है तो यह माइनस 7 मिली एम्पीयर है और जिसे नोड 2 में धकेला जा रहा है वह प्लस 14 मिली एम्पीयर है और हमें इसे हल करना होगा अब मैं इस भिन्नात्मक प्रविष्टियों को एक अलग रूप में फिर से लिखता हूं ताकि व्युत्क्रम की गणना करना आसान हो इसे 3 बटा 2 मिलीसीमेन माइनस 1 मिलीसीमेन माइनस 1 मिलीसीमेन और प्लस 5 बाय 4 मिलिसिएमेन के रूप में लिखा जा सकता है यह कड़ाई से आवश्यक नहीं है आप निश्चित रूप से दशमलव संख्याओं के साथ काम कर सकते हैं लेकिन यहां मैं कैलकुलेटर आदि का उपयोग किए बिना इसे करने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसे माइनस 7 और प्लस 14 मिली एएमपीएस इस तरह नीचे रखूंगा इसलिए यह G है यह V है और यह I है तो अब मुझे इसे उल्टा करना होगा और यह काफी आसान है मैं मान रहा हूं कि आप जानते हैं कि यह कैसे करना है एक अन्य पाठ में I संक्षेप में मैट्रिक्स उलटा चर्चा करूंगा लेकिन अभी के लिए मैं यह मानूंगा कि आप जानते हैं कि यह कैसे करना है तो इसका व्युत्क्रम इस मैट्रिक्स के निर्धारक पर 1 होगा और 2 से 2 मैट्रिक्स को उलटने के लिए हम ऐसा करते हैं और निश्चित रूप से इसकी इकाई किलो ओम होगी यानी मैंने यहां कोई इकाई नहीं रखी है लेकिन सभी नंबरों का मात्रक किलो ओम होगा इसीलिए मैं किलो ओम को बाहर रखता हूं ऐसा इसलिए है क्योंकि इन प्रविष्टियों में से प्रत्येक की इकाई मिलीसीमेंस है इसका विलोम किलो ओम है या आप इसे अंदर भी डाल सकते हैं निर्धारक की इकाई मिलिसिएमेंस वर्ग होगी और इनमें से प्रत्येक की इकाई मिलिसिएमेंस होगी और मिलीसीमेन को मिलीसीमेंस वर्ग से विभाजित करने पर आपको किलो ओम मिलेगा और अगर आप इस पूरी चीज का विस्तार करते हैं तो आपको 1 बटा 7 गुना 10 8 8 12 सभी किलो ओम मिलेगा तो यह G मैट्रिक्स का व्युत्क्रम है अब अज्ञात वेक्टर V1 V2 करंट वेक्टर माइनस 7 मिली amp 14 मिली amp के G मैट्रिक्स गुणा का व्युत्क्रम है यह आप आसानी से देख सकते हैं 6 वोल्ट और 16 वोल्ट तो कि दो नोड वोल्टेज 6 वोल्ट और 16 वोल्ट हो जाते हैं जैसा कि मैंने कहा कि आप इसे सुपर पोजीशन जैसे स्वतंत्र तरीकों से कर सकते हैं और सत्यापित कर सकते हैं कि यह वास्तव में मामला है तो अब हमने नोडल विश्लेषण समीकरणों को स्थापित किया है और नोड वोल्टेज के अज्ञात वेक्टर के लिए हल किया है यह बाकी बहुत सरल है और आमतौर पर असाइनमेंट समस्याओं में और इसी तरह आपको प्रत्येक शाखा वोल्टेज की गणना करने के लिए नहीं कहा जाएगा और प्रत्येक शाखा करंट लेकिन कुछ विशिष्ट जिन्हें आप वोल्टेज V1 और V2 का उपयोग करके गणना कर सकते हैं जिन्हें आपने पहले ही हल कर लिया है तो अब मेरे पास यह है कि यह संदर्भ नोड के संबंध में 6 वोल्ट है जिसका अर्थ है कि यह वोल्टेज 6 वोल्ट है और इसी तरह यह वोल्टेज 16 वोल्ट है अब यह सर्किट में 01 नोड के लिए काफी सामान्य है और कहें कि उस नोड पर वोल्टेज कुछ है मान लें कि 6 वोल्ट उन मामलों में यह समझा जाता है कि अन्य नोड कुछ निहित संदर्भ नोड है जो आमतौर पर नोडल विश्लेषण के लिए चुना गया संदर्भ नोड या सर्किट में जमीन के रूप में इंगित किया जाता है वोल्टेज हमेशा दो बिंदुओं के बीच मापा जाता है इसलिए आपको इस बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि जब आप वोल्टेज निर्दिष्ट करते हैं तो दो बिंदु क्या होते हैं अब इसका बाकी हिस्सा बहुत सरल है करंट स्रोत करंट जो हम पहले से जानते हैं और इस रेसिस्टर के माध्यम से करंट 3 मिली एम्पीयर होगी उस एक के माध्यम से करंट 16 बटा 4 होगी जो कि 4 मिली एम्पीयर है और उसमें जाने वाले करंट का रास्ता 10 मिली एम्पीयर होगा और आप प्रत्येक नोड पर किरचॉफ के करंट कानून Kirchoffs current law को जल्दी से देख सकते हैं और यह मान्य होगा यहां से 14 मिली एम्पियर चलाए जा रहे हैं 4 इस तरफ और 10 उस तरफ जाते हैं और उसमें से 3 इस तरफ और 7 उस तरफ जाते हैं तो इस तरह आप नोडल विश्लेषण का उपयोग करके सर्किट में अपने इच्छित किसी भी चर के लिए हल कर सकते हैं